हैलो आज मैं स्पीकिंग इन ग्रुप्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ मेरे पिछले व्याख्यान में मैंने बात की है जो नेतृत्व प्रेरणा संचार शैली वगैरह से संबंधित बहुत कुछ है आज मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं कि समूह कैसे काम करता है और एक समूह में शामिल लोगों के व्यवहार क्या हैं और एक समूह में संचार कैसे चलता है एक समूह में संभावित समस्याएं क्या हैं और हमारी संचार प्रक्रिया के माध्यम से समूह को कैसे प्रभावी बनाया जाए तो समूह में बोलना या संवाद करना भी एक कला है एक को समझना और विकसित करना है ताकि समूह में हमारा संचार व्यवहार बहुत प्रभावी हो जाए तो पहले हमें यह समझना होगा कि समूह क्या है एक समूह को एक संगठित संरचना के रूप में माना जा सकता है जो एक सामान्य उद्देश्य अन्योन्याश्रय और श्रम के विभाजन वाले व्यक्तियों से बना है समूह के सदस्य एक दूसरे के बारे में जानते हैं और सामान्य लक्ष्य के बारे में संवाद करते हैं तो समूह का अर्थ है कि उनके समूह में एक लक्ष्य है जिसे वे प्राप्त कर सकते हैं वे कैसे हैं समूह कैसे बनते हैं और वे कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं और एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे एक दूसरे के साथ किस तरह के संबंध रखते हैं अब समूह संचार रोजमर्रा की बात और रिश्तों विशेष रूप से लोगों के बीच संबंधों के बारे में है समूह के कामकाज में संबंध बहुत मायने रखते हैं इसलिए समूह बहुत कार्यात्मक बहुत सक्रिय बहुत सामान्य हो सकता है अगर वे एक बहुत अच्छा संचार व्यवहार और आपस में संबंध रखते हैं अब जब भी समूह में टकराव होता है तो इसे केवल विचारों की लड़ाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि एक ऐसे युद्धक व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसके पास विचार हैं यह विचारों की लड़ाई नहीं है बल्कि जो लोग समूह में शामिल हैं और जो काम कर रहे हैं और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश कर रहे हैं आप जानते हैं कि संघर्ष बहुत स्वाभाविक होते हैं कई बार ऐसा होता है कि लोग संघर्षों को बहुत नकारात्मक तरीके से लेते हैं लेकिन कुछ विद्वान हैं उनका मत है कि संघर्ष सभी हमेशा नकारात्मक नहीं होते हैं इसे बहुत सकारात्मक रास्ता माना जा सकता है क्योंकि संघर्षों के माध्यम से कभी कभी हमें कुछ अच्छे विचार बेहतर विचार और कुछ विचार मिल रहे हैं जो आगे जाने के लिए वास्तव में बहुत सहायक हो सकते हैं इसलिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है संघर्ष एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है एक समूह एक निश्चित एजेंडा सेट करके अपनी समस्या का विश्लेषण करके अपने लक्ष्यों का आकलन करके और वैकल्पिक संभावनाओं का पूरी तरह से आकलन करके अपनी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा दे सकता है प्प्रोमोटीवे कम्युनिकेशन और काउंटरएक्टिव कम्युनिकेशन समूहों को कार्य पर रखने के तरीके हैं इसलिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक समूह में बोल रहे हैं कुछ उद्देश्य प्राप्त करने के लिए या एक सामान्य उद्देश्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समूह के सदस्यों के लोगों को नंबर 1 नंबर 2 के समान होना चाहिए उनके बीच उचित संवाद होना चाहिए और उनके बीच एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए यदि ये चीजें हैं तो कभी कभी उनमें किसी प्रकार के मतभेद होते हैं वे दूर हो जाएंगे वे रियायत देंगे वे एक दूसरे को उचित समझ देंगे ताकि वे अंततः किसी प्रकार का समाधान का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं इसलिए समूह में बोलते हुए हम में से अधिकांश को एक या दो अन्य लोगों के साथ बातचीत करना अपेक्षाकृत आसान लगता है अब जब हम समूह के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे अध्ययन होते हैं जो हमें बताएंगे कि समूह का मतलब क्या है एक समूह में कितने व्यक्ति होने चाहिए यह टीम से कैसे अलग है एक छोटा समूह बहुत बड़े समूह की तुलना में थोड़ा बेहतर माना जाता है इसलिए इसे नियंत्रित करना भी आसान है इसलिए विशेष रूप से हम उन्हें जानते हैं कि क्या यह एक छोटा समूह है अगर हम जानते हैं कि उनका मतलब समूह के सदस्यों से अच्छी तरह से जानते है और अगर हम उनके साथ अच्छे पदों पर हैं तो उनके साथ काम करना आसान हो जाता है लेकिन किसी भी तरह जब संख्या बढ़ जाती है तो यह सब एक कठिन कहानी अलग कहानी हो सकती है यदि समूह बहुत बड़ा है तो इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यदि लोग समान प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं तो लोगों को अलग अलग तरीके से देखने की संभावना होती है जो कि समूह बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है एक बार जब यह हमारी व्यक्तिगत सीमा से अधिक हो जाता है तो तनाव होने लगता है हमें पसीने से तर हथेलियाँ हो सकती हैं या हमारे दिल की दौड़ को महसूस कर सकते हैं हमारा गला कस सकता है हमें ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है इसलिए अगर हम एक समूह में हैं और लोग दूसरों के लिए किसी प्रकार का संबंध और सहिष्णुता नहीं समझ पा रहे हैं तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है और लोग बहुत असुरक्षित महसूस करेंगे और उस तरह का उत्साह नहीं पाएंगे इस तरह का आगे बढ़ने और एक समूह में काम करने का उत्साह नहीं पाएंगे इसलिए मेरे अन्य व्याख्यानों में समूह का गठन बहुत महत्वपूर्ण है मैं समूह की गतिशीलता के बारे में बात करूंगा फिर मैं इन मुद्दों से संबंधित विस्तार से चर्चा करूंगा लेकिन कुछ जो समूह में महत्वपूर्ण हैं वह यह है कि लोग एक दूसरे के लिए अच्छे संबंध के लिए क्या कर रहे हैं और संचार चल रहा है तभी समूह काम करेगा और संचार के माध्यम से भी हम समूह को प्रभावी बना सकते हैं अब विभिन्न समूहों में विभिन्न प्रकार के संचार होते हैं उदाहरण के लिए कुछ बहुत ही औपचारिक और कुछ काफी आकस्मिक यह निर्भर करता है कि किस प्रकार के समूह हैं मैं कुछ प्रकार के समूह पर चर्चा करूंगा लेकिन कभी कभी हमारा संचार औपचारिक होता है कभी कभी हमारा संचार अनौपचारिक होता है और उस विशेष प्रकार के समूह के प्रकार पर निर्भर करता है समूह निर्णय लेना काफी हद तक सूचना और संदेश प्रसारण की गुणवत्ता पर निर्भर करता है किस तरह की जानकारी है सूचना की गुणवत्ता क्या है ये सभी समूह बनाने और निर्णय लेने में भी बहुत महत्वपूर्ण हैं प्रभावी समूह के सदस्य सलाह ज्ञान सूचना और सहायता प्रदान करते हैं इसलिए समूह यदि प्रभावी है तो वे हमेशा अपने विचारों को साझा करेंगे और अगर कुछ मतभेद भी होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता वे हमेशा संघर्षों के माध्यम से कुछ बहुत सकारात्मक के लिए मतभेदों के माध्यम से चर्चा से बाहर आएंगे कुछ बहुत रचनात्मक विचारों के लिए वे आएंगे और ये सब केवल तभी संभव होगा जब वे अपने समूह में ठीक से संवाद करने में सक्षम हों विभिन्न प्रकार के समूह हैं और विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के समूह बनाने के लिए अलग अलग संचार रणनीतियाँ की जाती हैं उदाहरण के लिए जैसा कि यह औपचारिक समूह सलाहकार समूह रचनात्मक समूह सहायता समूह नेटवर्किंग समूह वगैरह का उल्लेख है इसलिए विभिन्न प्रकार के समूह विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं लेकिन कई संचार विशेषज्ञ विशेष रूप से जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण अनुनय पर ध्यान केंद्रित करते हैं विशेषकर उन समूहों में जो औपचारिक निर्णय लेते हैं एक उद्देश्य होना चाहिए समूह क्यों बनते हैं समूह भावना होनी चाहिए और कुछ हासिल करने के लिए कुछ कार्य करने के लिए समूह में और कुछ निर्णय लेने के लिए समूह बनाए जाते हैं इसलिए अगर वहाँ एक सामंजस्य है तो आपस में एक अच्छी समझ है निश्चित रूप से वे कुछ बहुत अच्छे निर्णय के लिए आएंगे समूह निर्णय लेने की चर्चा में आम तौर पर संचार के सबसे प्रभावी रूपों को देखना शामिल होता है जो समूहों को निर्णय लेने में मदद करता है अक्सर क्योंकि समूहों का एक निर्धारित कार्य उद्देश्य या मतलब होता है अब समूह निर्णय लेने से लोगों के बीच बड़े संबंध होते हैं अनिवार्य रूप से लोगों के बीच संचार समूह की सदस्यता का लेन देन करता है और कुछ स्पष्ट संबंध मुद्दे उत्पन्न होते हैं जो संचार से प्रभावित होते हैं बेशक समूह बनाने और समूह को बोलने के माध्यम से प्रभावी बनाने के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है लेकिन कम से कम शुरुआत में अगर लोगों को किसी प्रकार का अच्छा संचार और उचित समझ हो तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं अन्यथा क्या होता है कि अगर लोग अहंकार की समस्या से पीड़ित हैं अगर लोग सोच रहे हैं कि वे दूसरों से बेहतर हैं अगर इस तरह की भावनाएँ हैं तो समूह बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है इसलिए हमारी बातचीत के माध्यम से हमारे संचार के माध्यम से विचारों के साझाकरण के माध्यम से हमारे आत्म प्रकटीकरण के माध्यम से हम समूह के सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं एक समूह में बोलते हुए यह भी एक कला है कि हमेशा यह दिखाना चाहिए कि समूह में हर कोई महत्वपूर्ण है वे सभी मायने रखते हैं और वे सभी कुछ योगदान दे रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों को अधिक महत्व दिया जाता है कुछ लोग उपेक्षित होते हैं तो समूह शायद कार्य नहीं करेगा इसलिए जो एक समूह का नेता है या जिसने कुछ नियंत्रण प्राप्त कर लिया है उसे समूह के सभी सदस्यों को महत्व देने की स्थिति में होना चाहिए और यह केवल उचित संचार प्रभावी संचार के माध्यम से संभव है उचित समझ देना और अच्छे संबंध विकसित करना ये सभी बातें बोलने के माध्यम से महत्वपूर्ण हैं एक विद्वान है जिसे फिशर कहा जाता है और इस संदर्भ में फिशर का मॉडल बहुत ही प्रासंगिक है जो फिशर मॉडल ऑफ़ ग्रुप प्रोग्रेसन है समूह के आगे बढ़ने के कुछ चरण हैं पहला ओरिएंटेशन है समूह के सदस्य एक दूसरे को जानते हैं और समस्या से निपटने के लिए पकड़ में आते हैं तो यह पहला चरण ओरिएंटेशन है एक जरूरत और समझ होनी चाहिए कि वास्तव में समूह के सदस्य क्या करने जा रहे हैं किस उद्देश्य से वे एक साथ आए हैं इसलिए शुरुआत में यह ओरिएंटेशन होना चाहिए और एक बार वे उस ओरिएंटेशन के साथ शुरू करते हैं तो ज़ाहिर है यह काफी स्वाभाविक है कि कुछ संघर्ष भी आएंगे क्योंकि समूह समस्या के करीब पहुंचने के संभावित तरीकों के बारे में तर्क देता है और किसी प्रकार का समाधान खोजने लगता है इसलिए यदि वे अपने विचार रख रहे हैं तो अन्य सहमत हो सकते हैं अन्य सहमत नहीं हो सकते हैं मतभेद हो सकता है और इस तरह से कुछ संघर्ष काफी स्वाभाविक हैं जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि संघर्षों को हमेशा कुछ बहुत नकारात्मक नहीं देखा जाना चाहिए इसका इलाज भी किया जा सकता है या कुछ सकारात्मक देखा जा सकता है क्योंकि संघर्षों के माध्यम से हमारे मतभेदों के माध्यम से हम कुछ बहुत अच्छे विचारों के साथ आ सकते हैं उसके बाद अगला चरण एमेर्जेंसहै फिशर मॉडल में यह पिछले चरण से विकसित तीसरा चरण है एमेर्जेंसतब होता है जब सर्वसम्मति के कुछ दिन की रोशनी सुबह शुरू होती है और समूह समझौते की ओर बढ़ना शुरू करता है इसका मतलब है कि चर्चा के बाद भी कुछ संघर्ष हो सकता है कुछ विचार उभर सकते हैं कि हाँ हमें इस विशेष पहलू पर चर्चा करनी होगी और फिर आगे बढ़ना होगा आखिरकार सुदृढीकरण समूह यह मानता है कि यह आम सहमति तक पहुँच रहा है और कार्य को पूरा करने के लिए उस सहमति को स्पष्ट रूप से समेकित करता है तो ये समूह से आगे जाने की प्रक्रिया है और इन सभी प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात संचार है फिशर का मानना था कि समूह में जिस प्रकार का संचार हो रहा है वह पहचान करने के साथ साथ विशेष अवस्था को बढ़ावा देने का काम करेगा और इस प्रकार मॉडल को शोधकर्ताओं को निर्णय लेने वाले समूह को देखने में मदद करने का लाभ होता है जहां यह देखने के लिए होता है कि यह कहां है या उन मुद्दों की पहचान करने के लिए जो इसे अंतिम निर्णायक चरण की ओर सफलतापूर्वक बढ़ने से रोक सकते हैं तो ये प्रक्रिया है और इन प्रक्रियाओं के माध्यम से एक समूह आगे बढ़ सकता है और काम कर सकता है लेकिन हमेशा केंद्र में है कि ठीक से बोलना संचार प्रभावी ढंग से संवाद करना यह बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी बात करते हैं हम सभी संवाद करते हैं हम सभी बातचीत करते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभावी रूप से लोगों को एक साथ कैसे लाया जाए काम कैसे पूरा करें समूह को अपनेपन की भावना कैसे दें उन्हें सहज कैसे बनाया जाए उन्हें भावनात्मक रूप से कैसा महसूस कराते हैं तो ऐसी सभी चीजें केवल तभी संभव होंगी जब किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा संचार कौशल होगा अब जहाँ तक समूह और इन बातों का संबंध है बोलने का संबंध है एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार की शैलियों का उपयोग कर सकता है जो मैंने पहले ही कहा है कि एक समूह में महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को एक दूसरे की पसंद नापसंद और विशेष रूप से उनकी सोच के तरीके को समझना चाहिए और जिस तरह से एक दूसरे के साथ संवाद करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग बहुत विनम्र होते हैं कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं वे कम बोलते हैं कुछ लोग बहुत बातूनी होते हैं इसलिए हमें समझना होगा और हमें हमेशा उन्हें महसूस करना चाहिए कि हाँ यदि हम सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और वे समूह में बहुत योगदान दे सकते हैं और यदि किसी प्रकार की प्रेरणा दी जाती है और किसी प्रकार की व्यक्तिगत भावना और स्पर्श व्यक्त किया जाता है तो ये लोग हमेशा उस समूह का हिस्सा महसूस करेंगे जो संभव भी है लेकिन ऐसा कठिनाइयाँ समस्याएं आएँगी आखिर हम सब इंसान हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि एक समूह में एक या दो सदस्य सहमत होते हैं या नहीं होते चीजों को देखने का तरीका अलग होता है लेकिन हमारी बोलने की प्रक्रिया के माध्यम से एक अच्छा श्रोता और संचारक होने के नाते यह उन्हें सभी मतभेदों के बावजूद आश्वस्त करने और उन्हें एक साथ लाने के लिए भी संभव है आप जानते हैं कि मतभेद हमारे अंतर के माध्यम से अच्छे हैं बहुत रचनात्मक चर्चा के माध्यम से हम कुछ प्रकार की रणनीतियों को विकसित कर सकते हैं हम कुछ प्रकार की चीजों को विकसित कर सकते हैं जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करने में सक्षम हो सकती हैं इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि समूह का गठन विभिन्न प्रकार के समूह इन सभी विषयों पर मुझे अपने अन्य व्याख्यानों में चर्चा करनी होगी लेकिन यहाँ समूह में बोलना भी एक कला है जो कहीं भी आप सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं या बैठक में बोलना या टीम के अन्य सदस्यों के सामने बोलना हमेशा कुछ बुनियादी चीजें होती हैं जो हमेशा बहुत मदद करती हैं किसी को कुछ बोलने से पहले दर्शकों को समझना होगा दर्शक विभिन्न लिंग के हो सकता है व्यक्तियों की उम्र हो सकती है ऐसी सभी चीजें निश्चित रूप से संचार को प्रभावी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं समूह में दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं एक यह है कि जब हम लोगों को एक साथ रखते हैं तो हमें यह देखना होगा कि वे एक जैसे दिमाग वाले व्यक्तियों की तरह हैं साथ में कुछ को प्राप्त करने के लिए कुछ लक्ष्य कुछ कार्य वहाँ प्रदर्शन किया जाना है और फिर चर्चा के माध्यम से विभिन्न प्रक्रिया के माध्यम से वे उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हैं एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं आत्म प्रकटीकरण हो रहा है ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये सभी चीजें संचार रणनीतियों का हिस्सा हैं तो समूह में बोलने का मतलब है यह हमेशा ऐसा नहीं होता है कई बार हमें यह अनुभव होता है जब हम एमबीए या एमएचआरएम जैसे पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का चयन करने जा रहे हैं ऐसे पाठ्यक्रम जहां हम समूह चर्चा करते हैं और उस समूह चर्चा में क्या होता है कुछ लोगों या उम्मीदवारों में से कुछ को लगता है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत आक्रामक तरीके से बोल रहा है और हमेशा पहले बोल रहा है तो उसे अच्छा माना जाएगा ऐसा नहीं है कि इसके बजाय यह पसंद किया जाता है कि निश्चित रूप से किसी को बात करनी चाहिए दूसरों को उचित भार देने वाले समूह के अन्य सदस्यों को ध्यान में रखते हुए अन्य दृष्टिकोण को सुनने के लिए धैर्य रखने और अपनी राय देने की कोशिश करते हुए दूसरों की राय का निष्कर्ष निकालते हुए तो ये एक ऐसे व्यक्ति के गुण हैं जो समूह में एक नेता बनने की कोशिश करता है या दूसरों की तुलना में बेहतर माना जाता है तो ये गुण हैं और ये संचार कौशल हैं केवल बहुत जोर से और बहुत आक्रामक तरीके से बोलने का मतलब यह नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे को मना सकता है यदि कोई व्यक्ति बहुत जोर से और आक्रामक तरीके से बोल रहा है क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं कुछ बहुत मुखर और आक्रामक तरीके से बोल रहा हूं तो लोग आश्वस्त हो जाएंगे ऐसा नहीं है दूसरों के बारे में सुनने के लिए भी धीरज रखना चाहिए और फिर अपनी बात रखने की कोशिश करनी चाहिए दूसरों की बात पर गौर करना चाहिए दूसरों की बात को उचित सम्मान और वेटेज देना चाहिए तो समूह में बोलना भी एक कला है और किसी को अभ्यास के माध्यम से अनुभवों के माध्यम से विकसित करना होता है इसलिए जब भी हमारी कोई छोटी बैठक हो रही है या हम एक छोटा समूह बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं तो मान लें कि आप एक समूह बनाने की स्थिति में हैं और आप समूह के माध्यम से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे हम बना रहे हैं और समूह के सदस्यों के साथ साथ समूह के नेता एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं वे किस तरह की जानकारी एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं और क्या वे एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं इसलिए समूह में बहुत सफल होने और काम पाने के लिए ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए मैं इन बातों को समाप्त करके इन अंकों पर जोर देना चाहूंगा और फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह कहा जा सकता है कि समूह में बोलना एक कला है जिसमें संचार की शैली शामिल है समूह के अन्य सदस्यों के लिए चिंता और समझ है इसलिए एक समूह में बोलना एक कला है क्योंकि इसका उल्लेख किया गया है और यह बहुत महत्वपूर्ण है मैंने अपने पिछले व्याख्यानों में पहले ही बोल दिया है कि शैली बहुत महत्वपूर्ण है चाहे वह समूह हो या किसी भी प्रकार का संदर्भ स्थिति शैली बहुत मायने रखती है दो व्यक्ति समान अंदाज में समान तरीके से नहीं बोल रहे होंगे इसलिए किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की शैली को समझना होगा और दूसरों की शैली को बदलना संभव नहीं है इसलिए किसी अन्य व्यक्ति की शैली के अनुरूप कई कौशल विकसित करना बेहतर होता है अगर कोई व्यक्ति एक विशेष शैली रखता है और अगर मैं उस तरह का व्यवहार करने की कोशिश कर रहा हूं तो वह दूसरों की तुलना में अधिक उपयुक्त हो सकता है इसलिए शैली बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से कुछ भी ईमानदारी कड़ी मेहनत और अपनेपन की भावना को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है व्यक्ति को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए जो वह भी मायने रखता है वह भी मायने रखता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक निश्चित लक्ष्य है और ये चीजें संभव होंगी केवल तभी समूह में कोई व्यक्ति उचित तरीके से अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा है यह कुछ इस तरह से नहीं है केवल इस तरह से बोलना जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि इसकी प्रशंसा इस तरह से होनी चाहिए कि यह व्यक्ति को दूसरों के सामने शर्मिंदा न करे यह सामान्य तरीके से होना चाहिए यह रास्ता सहज होना चाहिए और वास्तव में इसका मतलब है कि संबंधित व्यक्ति को दी गई भावना होनी चाहिए इसलिए समूह अपनी "रचना" की वजह से नहीं जैसे कि महिलाओं या पुरुषों की संख्या बूढ़े या युवा लेकिन संचार संबंध विकसित होने और विशिष्ट लोगों के बीच साझा की गई बातों की तरह तो यह नहीं है कि किस प्रकार का समूह है लेकिन मूल अर्थ यह है कि कितने पुराने कितने लोग कितने महिला या पुरुष उस विशेष समूह के सदस्य हैं यह ऐसा नहीं है संचार और संबंध है जो उस तरह के मायने रखता है मैं दोहरा रहा हूं बार बार जोर दे रहा हूं कि संचार के एक छात्र के रूप में ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से हम यह भी कह सकते हैं कि समूह का कामकाज या समूह में बोलना तभी प्रभावी होता है जब समूहों के सदस्य एक दूसरे के लिए समझ पसंद कर रहे हों विभिन्न कारणों के कारण लोग एक साथ काम नहीं करना चाहते हैं और यदि गलती से उन्हें एक विशेष समूह में डाल दिया जाता है तो समूह प्रभावी ढंग से काम नहीं करने वाला है हमेशा कुछ प्रकार की समस्याएं आएंगी जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि यह मतभेद विचारों में नहीं है लेकिन मतभेद लोगों में हैं उनके व्यक्तित्व के कारण क्योंकि उनके पूर्वाग्रह उनके पूर्वाग्रहों के कारण है लोग एक स्थिति में हैं लोग हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे कभी नहीं सोचेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है यह बहुत सरल है यदि आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो एक व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है और वह बहुत अच्छे विचार रखता है और काम पाने के लिए बहुत अच्छे विचारों को सामने रखने की कोशिश कर रहा है जो कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है संगठन के लिए लेकिन इस तथ्य के कारण कि कोई व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता है या उसका सब कुछ व्यर्थ होगा तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इंसान हैं और हर किसी के पास किसी न किसी तरह की पसंद या नापसंद हैं यहां तक कि कुछ लोग हैं अगर मान लें कि वे किसी की वर्दी शैली भोजन की आदत भाषा संस्कृति को पसंद नहीं करते हैं इसलिए एक व्यक्ति जो कुछ भी बोल रहा है व्यवहार कर रहा है पूरी ईमानदारी के साथ वह कर रहा है लेकिन यह प्रभावी नहीं होगा इसलिए यह हमेशा रहेगा इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह बहुत प्रभावी हो सकता है संचार समूह के निर्माण या कार्य में बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब हम समूह बनाते हैं ईगो से मुक्त लोगों को विचारों और विचारों को साझा करने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा बहुत उत्साह रखने वाला समूह का होना आवश्यक है और ये सभी कई अन्य कारकों के साथ संभव है हमारे बोलने हमारी संचार क्षमता केंद्र में है तो दोस्तों इन सभी व्याख्यानों में मैं संचार के महत्व पर जोर देता रहा हूँ कि क्या यह समूह है या क्या यह एक नेतृत्व गुण है इसके अलावा व्यक्तित्व की विशेषताओं में कई अन्य चीजें और लक्षण हैं महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे संचार कौशल और यह होगा इसे प्रशिक्षण के माध्यम से प्रथाओं के माध्यम से विकसित किया जा सकता है वास्तव में आज की बातचीत में हर दिन दिन बहुत ही सरल और छोटी चीजें हैं जिन्हें आम तौर पर हम अनदेखा कर रहे हैं जैसे जब हम किसी से मिलते हैं तो कितना समय कितना वाक्य या शब्द लेते हैं यदि आप सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कह रहे हैं सुप्रभात शुभ दोपहर या किसी को धन्यवाद देना या हमारे छात्रों को थपथपाना अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो यह बहुत खर्च नहीं होगा लेकिन आम तौर पर हम अपने दिन में बातचीत के लिए इन छोटी चीजों को टालते है परिणामस्वरूप ऐसा होता है कि हम अलग थलग पड़ते जा रहे हैं और हम अपने संचार व्यवहार में दिन ब दिन बहुत कम होते जा रहे हैं कभी कभी मैं मजाक में कहता हूं कि हम वह बन जाते हैं जिसे एसएमएस हमारे संचार में कम कहा जाता है उदाहरण के लिए कहें यदि आप दूसरे ओर से किसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं तो लोग बस मॉर्निंग का जवाब देंगे अब अच्छा गायब हो गया है क्योंकि व्यक्ति दो शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता है दो शब्द केवल एक शब्द के लिए पर्याप्त है और समय आएगा कि लोग भले ही आपको सुप्रभात कहें और यहां तक कि व्यक्ति भी सुप्रभात नहीं बोलेंगे कभी कभी लोग चेहरे को देखेंगे और चेहरा बदलकर चले जाएंगे इसलिए ये छोटी चीजें हैं जो हम इंसान के लिए हैं हम प्रशंसा करना पसंद करते हैं इसलिए यदि आप प्रशंसा करना पसंद करते हैं तो हम खुश बेहतर आरामदायक महसूस करते हैं इसलिए जब भी हमें मौका मिलता है हमें दूसरों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए हमें इन छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने दिन प्रतिदिन के संचार व्यवहार के बारे में जानना चाहिए यदि आप इन छोटी चीजों का उपयोग कर रहे हैं तो हम अन्य लोगों को खुश कर सकते हैं या कम से कम उनके पास हमारे लिए किसी प्रकार का संबंध होगा और निश्चित रूप से वे अच्छे संबंध विकसित करेंगे तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि जब भी हम किसी समूह में किसी टीम में या किसी संगठन में काम कर रहे हैं तो हमारा बोलना बहुत महत्वपूर्ण है हम कैसे बोलते हैं हमारी जीभ पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि एक बार जब हम बोल चुके होते हैं तो यह नहीं हो सकता है की वापस ले लिया जाए हम 100 बहाने व्यक्त कर सकते हैं लेकिन कई बार दूसरों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है लोग अच्छी चीजों को भूल जाएंगे लेकिन कुछ नकारात्मक या बुरे शब्द जो हमने अनजाने में भी बोले हैं हम उसे वापस नहीं ले सकते हैं और लोग याद रखते हैं और इसे भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए यह हमारे पास होना चाहिए क्योंकि यह शब्द की शक्ति है जिसका अर्थ है कि हम जो भी बोल रहे हैं वह प्रत्येक वाक्य और शब्द को बहुत मापा जाना चाहिए इस अवसर के लिए उपयुक्त हमें अपनी आक्रामकता अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें बहुत आसानी से बहुत अधिक भावुक नहीं होना चाहिए इसलिए परिपक्व व्यक्ति के लिए ऐसी सभी चीजें निश्चित रूप से आवश्यक हैं और जो लोग पारिवारिक जीवन में भी पेशेवर जीवन में ज़िम्मेदार पद संभाले हुए हैं क्योंकि स्थिति तब आती है जब हम अपनी ज़ुबान पर नियंत्रण खो देते हैं हम अपने मन में आने वाली चीज़ों को बोलना शुरू करते हैं हम सिर्फ पश्चाताप करते हैं और पश्चाताप करते हैं हम बहुत सी ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं जिन्हें समेटना चाहिए लेकिन यह मानवीय स्वभाव है और बोली जाने वाली एक या दो बातें ही हमारा करियर खराब कर सकती हैं हमारा रिश्ता खराब कर सकती हैं कृपया याद रखें संबंध बनाने के लिए एक साल महीनों एक साथ दिनों का समय लगता है लेकिन इसमें सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट का समय लगेगा यदि आप किसी के लिए कुछ बुरे शब्द बोलते हैं और फिर यह संबंध तोड़ सकता है तो यह समूह को तोड़ सकता है यह हमारे समाज में हमारे संबंधों में बहुत सी समस्याओं को जान सकता है इसलिए संचार मैं हमेशा कहता हूं कि यह ईश्वर का वरदान है यह हमें दिया गया ईश्वर का उपहार है और हमें हमेशा सम्मान और विकास के लिए प्रयास करना चाहिए और यदि हम संचार व्यवहार रोजमर्रा के जीवन के बारे में बहुत कम जानते हैं तो हम दूसरों की तुलना में बेहतर स्थिति में होंगे और हम कम समस्याओं को आमंत्रित करेंगे हम यह नहीं कह सकते कि समस्याएं कभी नहीं आएंगी लेकिन कम से कम हम अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं तो यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए समूह में बोलना भी एक कला है और यदि आप इस कला को विकसित कर सकते हैं तो हम अपने समूह के सदस्यों के साथ बातचीत करने और काम पूरा करने की बेहतर स्थिति में होंगे तो इन कुछ शब्दों के साथ मैं आज अपने व्याख्यान का समापन समूहों में बोल रहा हूँ और समूह की गतिशीलता से संबंधित हूँ और समूह कैसे बनते हैं और संबंधित मुद्दे मैं अपने अगले व्याख्यान में बात करूंगा आपका बहुत धन्यवाद